सुप्रभात दोस्तों हम एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन के बारे चर्चा कर रहे थे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले के कुछ पाठ आने वाले पाठों की तैयारी होगी ताकि हमें पता चले की किस दिशा में जाना है एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन दृष्टिकोण को विशेष बनाने के लिए हमें यह समझना है कि एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एक संश्लेषण प्रक्रिया है इसलिए हमें बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि हम क्या चीजें बनाने वाले हैं हमने मोटे तौर पर विंग लोडिंग और थ्रस्ट लोडिंग के बारे बात की है हमने देखा है कि विंग लोडिंग और थ्रस्ट लोडिंग क्यों जरूरी है और इसके बारे विस्तार से हम आगे देखेंगे अगर हम ऐसा विमान बना रहे हैं जिसमें ज्यादा विंग लोडिंग की जरूरत है तो उसका सीधा प्रभाव विमान की मज़बूती पर पड़ता है विशेषकर विंग पर क्योंकि ज्यादा विंग लोडिंग मतलब छोटा विंग एरिया इसका मतलब हमें छोटे विंग एरिया पर ज्यादा भार विस्तृत करना होगा मतलब विंग पर ज्यादा दबाव पड़ेगा इस बात को हमें दिमाग में रखना है क्योंकि हम विमान की संरचना को मजबूत करेंगे लेकिन उससे भार भी बढ़ेगा यानी कि विंग लोडिंग भी बढ़ेगा हमें पता है Vstall कि बहुत जरूरी मापदंड है और हमने देखा है कि हम उसे ऐसे लिखते हैं इससे कुछ और चीजें देखने को मिलती है पहली कि अगर विंग लोडिंग बढ़ता जाए तो भी Vstall बढ़ता जाता है अगर बाकी सारी चीजें स्थिर है दिए हुए विंग लोडिंग के लिए आप देख सकते हैं कि मैं अलग अलग ऊंचाइयों ρ1 ρ2 ρ3 से टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूं और जैसे जैसे हवा का घनत्व घटता जाता है Vstall बढ़ता जाता है Vstall इतना जरूरी क्यों है उड़ने की वह न्यूनतम गति जिस पर लिफ्ट बराबर भार होता है तो यह न्यूनतम गति सीमा है जब मैं VTO या Vland की बात करता हूं हम ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी वैल्यू 11 से 12 गुना Vstall हो उसी तरह VTD भी समान आर्डर का है इसलिए जब Vstall बढ़ेगा तो VTO और VTD भी बढ़ेंगे उदाहरण के लिए अगर मैं समुद्र स्तर से विमान टेक ऑफ करना चाह रहा हूं जहां पर हवा का घनत्व 1 है और Vstall40ms है तो जैसे जैसे मैं ऊंचाई पर जाऊंगा तो यह 50 ms या 60 ms भी हो सकता है यह एक सामान्य उदाहरण देखते हैं अगर हम विमान को किसी विंग लोडिंग और CLmax पर नई दिल्ली से उड़ाते हैं तो उसी विमान को अगर किसी ज्यादा ऊंचाई वाली जगह जैसे कि बैंगलोर या ले लद्दाख से टेक ऑफ करना चाहें तो Vstall की जरूरत बढ़ जाती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब हमें ज्यादा गति चाहिए ज्यादा पावर चाहिए यानी कि बड़ा इंजन चाहिए सामान्य रूप से बड़ा इंजन मतलब ज्यादा विंग लोडिंग हम देखते हैं कि विंग लोडिंग का काफी प्रभाव पड़ता है इसलिए हम विंग लोडिंग को एक मापदंड के रूप में लेंगे हम देखेंगे की रेट ऑफ क्लाइंब और मैक्सिमम रेंज पर विंग लोडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है यह सारी चीजें देखना ज़रूरी है जब हम किसी विमान को किसी विशेष मिशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें टेक ऑफ क्लाइंब क्रूज मैन्युवर और लैंडिंग सारी चीजें हैं हमें इन सभी भागों में देखना है कि विमान विंग लोडिंग के हिसाब से सही तरह डिज़ाइन किया गया है विंग लोडिंग के नज़रिए से एक और चीज देखनी है उदाहरण के लिए मैं यहां से टेक ऑफ कर रहा हूं क्लाइंब कर रहा हूं और क्रूज़ कर रहा हूं तो टेक ऑफ के समय विमान का भार W है लेकिन जैसे मैं क्लाइंब और क्रूज़ करता हूं आप देख सकते हैं कि विमान का भार कम हो रहा है क्योंकि तेल की खपत हो रही है तो विंग लोडिंग कम हो जाएगी लेकिन यह भी समझने की बात है कि घनत्व भी कम हो जाएगा यानी कि लिफ्ट बराबर भार बनाए रखने के लिए जरूरी न्यूनतम गति भी बढ़ जाएगी इसलिए हमें यह देखना है कि कैसे इन चीजों का उचित रूप से बजट करें ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छा हो एक और जरूरी मापदंड जिसे डिज़ाइनर को देखना चाहिए वह है CLmax CLmax क्या है परफॉर्मेंस पाठ्यक्रम से हम याद करेंगे कि यह CL है यह एक विशेष कोण है यह stall है और यह CLmax है सामान्य रूप से विमान CLmax पर नहीं उड़ेगा कहीं और उड़ेगा हम इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना क्यों चाहते हैं क्योंकि हम ऐसे विमान बनाना चाहते हैं जिसकी Vstall कम से कम हो इसका सबसे बढ़िया तरीका CLmax को स्थानीय स्तर पर बढ़ाना है क्योंकि हमें पता है ड्रेग पोलर अगर मैं ज्यादा CL पर उड़ रहा हूं तो अगर यह बढ़ता है तो कुल ड्रेग भी बढ़ेगा जो कि सही नहीं है लेकिन उड़ान के कुछ भागों के लिए विशेषकर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हम CLmax को ज्यादा से ज्यादा करना चाहेंगे ताकि VTO Vland जो कि Vstall से 10 से 20 ज्यादा है कम से कम हो सवाल यह है कि हम CLmax को कैसे बढ़ाएं अगर हम ग्राफ से देखें तो अगर ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट करें तो αstall घटेगा लेकिन CLmax के बढ़ने की संभावना है इसके लिए हम हाय लिफ्ट डिवाइसेज की बात करते हैं जिनका मकसद CLmax बढ़ाना है डिज़ाइन कोर्स में हम समझेंगे हाई लिफ्ट डिवाइसेज के बारे उन्हें कैसे चुनना है उनके फायदे क्या है और नुकसान क्या है विंग लोडिंग को समझने के बाद हम उसके फायदे और नुकसान को समझ सकते हैं डिज़ाइनर की नजर से CLmax के फायदे और नुकसान को हाय लिफ्ट डिवाइस में देखेंगे डिजाइनर के लिए एक और जरूरी सवाल आता है क्योंकि हम CL की बात कर रहे हैं तो यह सवाल आता है कि हमें कितने CL पर उड़ना चाहिए CL के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना है और अलग अलग पुर्जो को उपयोग करके कैसे नियमित CL लाना है दूसरा सवाल यह आता है की हम कितने Vcruise पर उड़ना चाहते हैं डिज़ाइनर को यह समझना चाहिए की विमान जिस माध्यम में उड़ रहा है वह माध्यम विमान के ऊपर परस्पर प्रभाव डालेगा तो हमें यह देखना है कि गति बढ़ाने से क्या होता है विमान पर इसके प्रभाव को सबसोनिक हाई सबसोनिक और सुपर सोनिक में वर्गीकृत किया गया है माध्यम का विमान पर प्रभाव हम उड़ान के किस भाग में हैं यह तय करेगा यह मुख्य रूप से CD0 जीरो के अनुसार तय होगी जो कि 0 लिफ्ट ड्रेग कोफिशिएंट है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा का बहाव कंप्रेसिबल होता जाएगा और हम शॉकवेव भी देख सकते हैं हाई सबसोनिक सुपरसोनिक या ट्रांसोनिक स्थिति में यह CL पर भी रिफ्लेक्ट होता है अगर आप याद करें कि मैंने CD बनाम माक नंबर प्लॉट किया था तो वह कुछ ऐसा था और यहां पर 06 से 07 पर CD0 स्थिर रहता है हमें CD0 के बारे समझना है क्योंकि CD का ड्रेग लिफ्ट पारासाइट और इंड्यूस्ड ड्रेग को मिलाकर बनता है तो अगर आप 085 के आसपास विमान डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां अचानक से CD और ड्रेग में चढ़ाव है हम डायवर्जेंस माक नंबर के बारे में भी बात करेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम तेज गति वाले विमान डिज़ाइन करें तो यह सुनिश्चित करें कि डायवर्जेंस माक नंबर देर से आए CL vs माक नंबर का ट्रेंड भी समान है और बाद में ट्रांसोनिक होने पर ऐसे गिर जाता है इसलिए CL और CD का चुनाव आप किस माक नंबर के लिए विमान डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है डिज़ाइनर के नज़रिए से CLCD बहुत जरूरी मापदंड है अगर एरोडायनेमिक एनालिसिस यह कहता है कि CLCD 15 विमान के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है तो डिज़ाइनर को विंग टेल और फ्यूसलाज को ऐसे विस्तृत करना है ताकि जब पायलट को उसकी जरूरत हो तो वो CLCD 15 उत्पन्न कर सके यह Vcruise को लेकर ध्यान में रखने वाली पहली बात है इसके अलावा एक और बात आपको समझनी है यह मानिए कि हमारा मिशन किसी विशेष ऊंचाई पर उड़ना है जहां लिफ्ट बराबर भार हो और थ्रष्ट बराबर ड्रेग हो हमें पता है कि जरूरी थ्रष्ट होगा हमारा लक्ष्य क्या है हम ऐसे उड़ना चाहते हैं ताकि थ्रष्ट की जरूरत न्यूनतम हो इसके लिए CLCD को अधिकतम होना पड़ेगा दिए हुए भार के लिए इसका मतलब जैसे कि हम परफॉर्मेंस वाले कोर्स से जानते हैं और विमान का CLCD दी हुई गति पर स्थिर है जो कि सामान्यतः 0021 0023 है और K विमान का एस्पेक्ट रेशियो फिक्स करने के बाद यह भी फिक्स है लेकिन अगर हम दी हुई ऊंचाई पर उड़ना चाहते हैं न्यूनतम थ्रष्ट के साथ तो इसका मतलब CL भी फिक्स्ड है मानते हैं कि CL 02 पर फिक्स है और हम दी हुई ऊंचाई पर उड़ना चाहते हैं ताकि न्यूनतम थ्रष्ट की जरूरत पड़े तो इसका मतलब क्या है हम CL बराबर 02 पर न्यूनतम थ्रष्ट से उड़ना चाहते हैं और बेसिक बात यह है कि हमें लिफ्ट बराबर भार बनाए रखना है तो अगर क्योंकि हम न्यूनतम थ्रस्ट पर उड़ रहे हैं इसलिए CL फिक्स है और उदाहरण के लिए हमने उसे 02 लिया है तो हमें मिलेगा तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर आप न्यूनतम थ्रस्ट पर उड़ना चाहते हैं दिए हुए विंग लोडिंग के लिए तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि V2 इस नंबर पर फिक्स्ड है विमान को ऐसे डिज़ाइन करना है ताकि डिज़ाइनर के रूप में हम यह सवाल करते हैं कि V क्या है और हमें किस ऊंचाई पर उड़ना चाहिए यह मेरे सवाल है अगर हम विमान खरीदना या डिज़ाइन करना चाहते हैं यह सवाल मेरे दिमाग में आएगा कि किस क्रूज गति के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं और ऊंचाई क्या है अगर हम विमान को जेट इंजन के साथ डिजाइन कर रहे हैं तो इंजन की ज़रूरतों के हिसाब से हमें ट्रोपोपोज़ जोकि करीबन 10 से 12 किलोमीटर पर है वहां उड़ना होगा क्योंकि वहां पर तापमान स्थिर है और इंजन को एफिशिएंसी बनाए रखने में मदद करता है अगर यह फिक्स है क्योंकि V2 भी फिक्स है तो आपका V पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है लेकिन विमान डिज़ाइन करते समय V आपके नियंत्रण में होना चाहिए आपको इस तरह के संघर्ष को संभालना है उदाहरण के लिए अगर आप 10 किलोमीटर पर उड़ना चाहते हैं और आप देख रहे हैं की दिए हुए विंग लोडिंग और CD0 के लिए V आपकी जरूरत के हिसाब से कम आ रहा है आप V बराबर 150 ms पर विमान डिज़ाइन करने की सोच रहे हैं लेकिन शुरुआती विंग लोडिंग K और एस्पेक्ट रेशियों की शर्तों को पूरा करने के बाद भी V V डिज़ाइन से कम आ रहा है तो आप क्या करेंगे यह फिर से V2Constant की समझ पर आ जाता है डिजाइन करने का एक तरीका यह है कि हम 10 किलोमीटर की दी हुई ऊंचाई के अनुसार घनत्व चुने हमें यह वैल्यू पता है और हम V को 150ms चाहते हैं आप कहेंगे कि आप 120 ms पर उड़ेंगे तो आपको WS को बदलना होगा V को बदलना होगा और CD0 को भी बदलना होगा समझिए की डिज़ाइन बहुत जरूरी है और बिना फिलॉसफी के कंप्यूटेशन करना डिज़ाइन नहीं है यह समझिए कि अगर मैं एस्पेक्ट रेशियों बदलता हूं तो S और CD0 के बदलने की भी संभावना है क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई है सब कुछ बदल जाता है जैसा कि मैंने पिछले पाठ में बताया था कि हमें तेल की टंकी को विंग के अंदर रखना है तो आप पूछ सकते हैं की इससे CL को क्या परेशानी है हमें CL 02 मिलना चाहिए अब हमें एयरोफॉयल चुनना है एयरोडायनेमिक्स के हिसाब से हम ऐसा एयरोफॉयल चुनेंगे जो अच्छी लिफ्ट दे और ज्यादा Cmac नहीं दे हम कैंबर्ड एयरोफॉयल यूज कर रहे हैं Cmac सामान्य रूप से 001 से 01 तक होता है Cmac का मतलब क्या है केम्बर के चलते उसका एक निर्धारित पिच डाउन मोमेंट होगा अगर हम Cm vs alpha बनाएं और पॉजिटिव alpha पर ट्रिम करें तो हमें cm0 0 से ज्यादा चाहिए लेकिन सामान्य रूप से कैंबर्ड एयरोफॉयल शून्य से कम Cmac देता है तो हमें उसे भी देखना है इसलिए एयरोफॉयल चुनने के समय एक शर्त होती है यह सुनिश्चित करें कि Cmac बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है लेकिन एक जरूरी चीज हम समझेंगे जो डिज़ाइन करते वक्त हम हमेशा चुक जाते हैं मान के चलिए फिर हम शुरू में कैंबर्ड एयरोफॉयल चुन रहे हैं सवाल यह है कि वह कितना कैंबर्ड है हाईली कैंबर्ड मॉडरेटली कैंबर्ड या फिर रिफ्लक्स एयरोफॉयल हमें अच्छी लिफ्ट वाला एयरोफॉयल चाहिए Cmac को ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और यह भी चेक करें की कैंबर्ड एयरोफॉयल का स्टॉल एंगल क्या है आप देखेंगे की केंबर के चलते स्टॉल एंगल कम हो जाता है आपको ऐसा एयरोफॉयल नहीं चुनना चाहिए जो अच्छी लिफ्ट देता है लेकिन बहुत जल्दी स्टॉल होता है विमान में विंग टिप विंग रुट और हॉरिजॉन्टल टेल के अलग अलग स्टॉल एंगल होते हैं हम एयरोफॉयल के स्टॉल एंगल को चुनने में काफी सावधान रहे हैं आप ड्रेग बकेट जो कि आपने पहले भी पढ़ा है उसे देख सकते हैं यह CL और CD है मानते हैं कि आपका CLdesign ज्यादातर समय यहां पर है लेकिन कुछ समय के लिए वह यहां पर भी हो सकता है इसलिए चपटा बकेट यह सुनिश्चित करता है कि अगर हम इस CL पर भी उड़ रहे हैं तो ड्रैग बहुत ज्यादा ना हो मानिए कि आप ऐसा एयरोफॉयल चुनते हैं जिसमें आप इस CL पर ज्यादातर समय उड़ेंगे और कभी कभी इस CL पर उड़ेंगे तो उससे क्या होगा जब आप इस CL पर उड़ेंगे तो ड्रैग बहुत ज्यादा होगा यह विंग डिज़ाइन करने का सही तरीका नहीं है एयरोफॉयल चुनते समय हमें उसके ड्रैग बकेट स्टॉल एंगल और C mac को दिमाग में रखना है नए एयरोफॉयल डिज़ाइन करने की भी स्पर्धा होती है मैं आपको नए एयरोफॉयल डिज़ाइन करने से नहीं रोक रहा हूं लेकिन यह मत भूलिए कि C की वैल्यू 2π per radian तक सीमित है आप जो भी विंग लेंगे उसके C की वैल्यू 5 से 55 या 56 होगी क्योंकि ज्यादातर विंग ऐसे ही होंगे इसलिए एयरोफॉयल बनाने में ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए लेकिन अल्फा स्टॉल और ड्रैग बकेट लो सबसोनिक विमानों के लिए जरूरी है हम एयरोफॉयल चुनने के बारे विस्तार से बात करेंगे हमने विंग लोडिंग और एयरोफॉयल के बारे बात की है अगर मैं एयरोमॉडलिंग कर रहा हूं और कोई मुझसे बोले डॉक्टर घोष एक विमान बनाकर दिखाइए जो उड़ने के काबिल हो तो सबसे पहले मुझे पता है कि लिफ्ट बराबर भार होगा इसलिए मैं लिख लूंगा इसलिए मैं एक 2 किलो का छोटा एयरोफॉयल लूंगा 2 गुना 98 मानिए हमें 5 ms से उड़ना है और CL बराबर 08 से उड़ना है मुझे पता है कि CLα तकरीबन 5 है वहीं से CL बराबर 08 आया है हम घनत्व को समुद्र स्तर का मानेंगे अब हमें जरूरी एरिया मिल जाएगा तो हम इस एरिया का विंग बनाएंगे और यहां एक प्रोपेलर लगाएंगे इस विंग के लिए 8 9 का एस्पेक्ट रेशियो अच्छा रहेगा अगर हमें S पता है तो हमें एस्पेक्ट रेशियो भी पता है तो हम स्पेन बनाएंगे और उसके बाद लंबाई तय करेंगे जो कि करीबन 70 होगा और यहां 30 होगा फिर आप सोचेंगे कि टेल एरिया कितना होगा टेल एरिया विंग एरिया का 15 होगा तो आप एक टेल रखिए और उसका आधा वर्टिकल टेल रखिए यह सुनिश्चित करें कि अगर यह विंग का AC है तो CG इसके 10 में होना चाहिए अगर आप कैंबर्ड एयरोफॉयल लेकर उड़ा रहे हैं तो वह उड़ेगा और किसी निश्चित गति पर उड़ेगा लेकिन हम यह अभी नहीं करेंगे अगर आपको एयरोमॉडलिंग में एक्सपीरियंस है तो उसे यहां मत लाइए अगर आप उसे यहां लाते हैं तो यह कोर्स आपके लिए उपयोगी नहीं होगा यहां हम जो भी नंबर काम में लेंगे उसके बारे हम सवाल करेंगे और उसे क्वालिफाइड घोषित करेंगे लेकिन उसे उपयोग में लाना है या नहीं वह अंत में तय करेंगे मेरे पास 6 तरह के एस्पेक्ट रेशियो हो सकते हैं लेकिन शुरू में मुझे नहीं पता होगा कि कौन सा एस्पेक्ट रेशियो उपयोग में लाना है मेरे डाटा बैंक में 6 से 8 एस्पेक्ट रेशियो डाटा हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक चुनने के लिए मुझे यह समझना होगा कि हम डिज़ाइन क्यों और कैसे कर रहे हैं